एनालिसिस ऑफ़ सर्किट्स विथ ए सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स जब आपके पास एक सर्किट में एक स्वतंत्र स्रोत होता है यह पता चला है कि तदर्थ सर्किट तकनीकें हैं जिनसे आप शायद पहले से ही परिचित हैं जिनसे समाधान निकलेगा यही कारण है कि मान लीजिए कि रेसिस्टर और श्रृंखलाओं को मिलाकर अंत में समानांतर स्वतंत्र स्रोत में एकल समकक्ष रेसिस्टर का पता लगाना और फिर उसके बाद विभिन्न चर के लिए हल करना तो अब हम पहले वास्तव में वास्तव में सरल उदाहरण से शुरू करेंगे और फिर अधिक जटिल उदाहरणों की ओर अपना काम करेंगे आइए हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है जो एक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत है जो रेसिस्टर से जुड़ा है इससे पहले कि मैं सर्किट को लिखूं आपको पता है कि करंट का उत्तर V है R 1 इसलिए भले ही आप सर्किट में हर चर चाहते हों आप बता सकते हैं कि बहुत आसानी से इस पर वोल्टेज V है करंट V बटा R 1 है इस दिशा में वोल्टेज यहाँ V है और उस दिशा में करंट V बटा R 1 है तो आप जानते हैं कि सर्किट की दो शाखाओं में करंट और वोल्टेज जो वोल्टेज स्रोत और रेसिस्टर हैं अब मान लें कि हमारे पास ऐसा कुछ था हमारे पास वोल्टेज V है जो रेसिस्टर R1 और R2 के श्रृंखला संयोजन से जुड़ा हुआ है और फिर से रेसिस्टर के श्रृंखला संयोजन को एक रेसिस्टर में कम करके आप जानते हैं कि यह वही है वह एकल रेसिस्टर R 1 प्लस R 2 अब इसके माध्यम से करंट को आसानी से हल किया जा सकता है क्योंकि इस वोल्टेज V है तो करंट में यहां V है R1 प्लस R2 निश्चित रूप से वही करंट है जो करंट में है मूल सर्किट जो V बटा R 1 प्लस R 2 है अब निश्चित रूप से आपसे कुछ भी मांगा जा सकता है जिससे आप इस करंट के लिए पूछ सकते हैं जिस स्थिति में आपके पास पहले से ही है या आपसे इस वोल्टेज के लिए पूछा जा सकता है R के पार वोल्टेज 2 जिसे आप रेसिस्टर मान के साथ करंट को गुणा करके आसानी से पा सकते हैं तो आर 2 के पार वोल्टेज कुछ और नहीं बल्कि V बाय R 1 प्लस R 2 है जो कि करंट समय आर 2 है जो R1 प्लस R 2 द्वारा वोल्टेज बार R 2 है अब यह निश्चित रूप से परिचित वोल्टेज विभक्त सूत्र है जो आपको बताता है कि यदि आपके पास वोल्टेज V द्वारा बाहर निकलने वाले रेसिस्टर का एक श्रृंखला संयोजन है तो किसी एकल रेसिस्टर में वोल्टेज में उस रेसिस्टर का अनुपात श्रृंखला के कुल रेसिस्टर का अनुपात है संयोजन बार लागू वोल्टेज तो हमारे पास रेसिस्टर R 2 है जो कुल रेसिस्टर से विभाजित है इस मामले में हमारे पास केवल 2 रेसिस्टर हैं और वह पूरी चीज वोल्टेज V से गुणा करती है तो यह वोल्टेज विभक्त सूत्र है और अगर आप R1 के पार वोल्टेज चाहते हैं तो आपके पास R 2 के बजाय अंश में R1 होगा इसलिए फिर से बहुत आसान है अब आइए मान लें कि करंट स्रोत दो रेसिस्टर से समानांतर R 1 और R 2 में जुड़ा हुआ है तो फिर से आप जानते हैं कि यह एक करंट स्रोत के रूप में व्यवहार करता है जो अब एकल अवरोधक पर लागू होता है यदि आप प्रत्येक को संदर्भित करते हैं इन्हें उनके चालन से G 1 जो कि 1 बटा R 1 है और G 2 जो 1 बटा R 2 है हम जानते हैं कि इस रेसिस्टर का चालकता G 1 जमा G 2 है जो 1 बटा R 1 जमा 1 R 2 है तो संयोजन का रेसिस्टर हम यह भी जानते हैं कि सूत्र R 1 R 2 बाय R 1 प्लस R 2 है हम करंट I को लागू करते हैं फिर इस पर दिखाई देने वाला वोल्टेज बस यह है I बार रेसिस्टर मान या यह मैं चालन द्वारा विभाजित है मूल्य तो इस वोल्टेज को I को G 1 जमा G 2 से विभाजित किया जाता है जो कि निश्चित रूप से R 1 R 2 से R 1 जमा R 2 के बराबर होता है इसलिए कभी कभी जब आपके पास समानांतर संयोजन होते हैं तो इसमें चालन का उपयोग करना उपयोगी होता है विश्लेषण फिर रेसिस्टर हमें या तो चालन या रेसिस्टर का उपयोग करके इन दोनों का उपयोग करना चाहिए अब कभी कभी कुछ भाव रेसिस्टर के साथ चालकता के साथ सरल दिखते हैं इसलिए उनका उपयोग करने की प्रेरणा है तो जाहिर है वही वोल्टेज मूल सर्किट में दिखाई देता है यहाँ वोल्टेज I को G 1 प्लस G 2 से विभाजित किया जाता है जो कि I गुणा R 1 R 2 से R 1 प्लस R 2 है अब आपसे इस वोल्टेज के लिए पूछा जा सकता है कि आप किस स्थिति में हैं इसके लिए पहले ही हल कर चुके हैं या आपसे करंट और व्यक्तिगत रेसिस्टर के लिए कहा जा सकता है तो यह करंट कुछ भी नहीं है लेकिन इस रेसिस्टर के पार वोल्टेज को रेसिस्टर या वोल्टेज द्वारा विभाजित किया जाता है जो इस रेसिस्टर के समय प्रवाहकत्त्व मान से होता है आप इसे दोनों रूपों में लिखेंगे तो यहाँ करंट I बार G 1 गुणा G 1 प्लस G 2 है मूल रूप से यह वोल्टेज बार G 1 है जो इसका संचालन है और यह भी निश्चित रूप से I बार R 2 के रूप में R 1 प्लस R 2 द्वारा लिखा जा सकता है और इस मामले में मैंने इस अभिव्यक्ति को लिया है और इसे R 1 से विभाजित किया है इसी तरह यहाँ से गुजरने वाला करंट I गुना G 2 बटा G 1 जमा G 2 है जो कि I बार R 1 बटा R 1 जमा R 2 के समान है बेशक यह फिर से परिचित करंट विभक्त सूत्र है जिसमें वोल्टेज विभाजित होता है रेसिस्टर के अनुपात में धारा प्रवाहकत्त्व के अनुपात में विभाजित होती है तो आप देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर में हमारे पास करंट डिवाइडर में आर 1 बटा आर 1 प्लस R2 था हमारे पास G 1 से G1 प्लस G2 के माध्यम से करंट के लिए अभिव्यक्ति में G1 है आम तौर पर यह प्रस्तुत किया जाता है रेसिस्टर के अनुपात के रूप में जिस स्थिति में आप दूसरे अवरोधक को लेते हैं और यदि आपके पास एकाधिक रेसिस्टर हैं तो आपको समानांतर संयोजन दीवार को दूसरे रेसिस्टर को लेना होगा तो करंट विभक्त के लिए चालकता का उपयोग करने वाला सूत्र आसान है लेकिन निश्चित रूप से आप इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं तो यह फिर से एक और सरल उदाहरण है अगला हम इन 2 पहलुओं को एक साथ जोड़ते हैं और एक सर्किट बनाते हैं जो इस तरह दिखता है हमारे पास वोल्टेज V रेसिस्टर R1 R2 R3 है और यह समानांतर में इस R2 और R3 के समान है तो हमारे पास समानांतर संयोजन होगा और आर 1 हम निश्चित रूप से अंत में ये श्रृंखला में थे और एकल रेसिस्टर को कम किया जा सकता है तो हम इससे सब कुछ की गणना कर सकते हैं जो सबसे पहले हम करंट I की गणना कर सकते हैं तो यह वोल्टेज वी है निश्चित रूप से मैं इस V को कुल रेसिस्टर से विभाजित करूंगा और वही मैं यहां रहूंगा और यहां भी और यदि आप R1 के पार वोल्टेज की गणना करना चाहते हैं तो यह I गुना R 1 होगा जिसे आप आसानी से गणना कर सकते हैं अब इस नोड पर मैं इसे दो भागों में विभाजित करता हूँ तो इसमें से कुछ इस तरह से जाता है और कुछ इस तरह से जाता है और अंत में संयुक्त हो जाता है और यदि आप इन करंट को चाहते हैं तो R2 प्लस R3 के माध्यम से करंट और आप वापस जा सकते हैं और करंट विभक्त प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं तो सब कुछ श्रृंखला और समानांतर तत्वों का कुछ दोहराया संयोजन है तो उस स्थिति में आप तदनुसार और अंतिम समाधान के अनुसार वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपने पहले ही I की गणना कर ली है इसलिए R3 के माध्यम से धारा I गुणा R2 गुणा R3 जमा R3 होगी मुझे इसे एक अलग रंग में रखने दें तो यह R3 के माध्यम से करंट है और R2 के माध्यम से करंट निश्चित रूप से I बार R3 गुणा R2 प्लस R3 होगा तो अब सर्किट अधिक जटिल हो सकता है लेकिन आप अभी भी इसका उपयोग करना जारी रख सकते हैं आप इन श्रृंखलाओं के समानांतर संयोजनों को बार बार लागू कर सकते हैं और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत और स्वतंत्र वर्तमान स्रोत में चित्र एकल प्रतिरोध को सरल बना सकते हैं और करंट या वोल्टेज का पता लगा सकते हैं और वहां से उच्च वोल्टेज विभक्त या करंट विभक्त सूत्रों का उपयोग करके आगे की गणना करें अब यह कई सर्किटों के लिए काम करता है जिनमें एकल आश्रित वोल्टेज स्रोत होता है लेकिन चीजें गड़बड़ हो सकती हैं यदि आपने इस तरह की बातें कहने दी हैं तो मौजूदा स्रोत में दिखाई देने वाले समान और रेसिस्टर को खोजने में भी थोड़ा सा विश्लेषण शामिल हो सकता है इसलिए इस मामले में व्यवस्थित विश्लेषण दृष्टिकोणों का उपयोग करना शायद बेहतर है इसलिए उदाहरण के लिए आपको और भी जटिलताएं हो सकती हैं तो यहां तक कि यहां रेसिस्टर को खोजने के लिए आपके पास व्यवस्थित विश्लेषण दृष्टिकोण का सहारा है तो आप व्यवस्थित विश्लेषण का उपयोग करके भी सब कुछ पा सकते हैं तो संक्षेप में जब आपके पास सर्किट में श्रृंखला समानांतर संयोजनों को देखकर आमतौर पर एक स्वतंत्र स्रोत होता है तो आप वोल्टेज या करंट स्रोत में एक समान समकक्ष तत्व प्राप्त करने में सक्षम होंगे और उनके उत्तरोत्तर हल से आप जो कुछ भी चाहते हैं